आइए हम मेट्रोलॉजी में सामान्य अवधारणाओं और परिभाषाओं पर नया व्याख्यान शुरू करें तो इसमें हमें मेट्रोलॉजी की परिभाषा मेट्रोलॉजी के प्रकार और फिर इंस्पेक्शन और मेट्रोलॉजी शब्दावली की आवश्यकता देखेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है कई बार हमने शब्दावली को बदलने की कोशिश की लेकिन यह आपको पूरी तरह से अलग अर्थ देता है तो मेट्रोलॉजी के लिए कुछ निश्चित परिभाषाएँ हैं यह माप से संबंधित ज्ञान का एक क्षेत्र है और इसमें माप से संबंधित सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह की समस्याएं शामिल हैं यह मेट्रोलॉजी की एक परिभाषा है अत्यंत सटीक माप बनाने की प्रक्रिया भी मेट्रोलॉजी की एक परिभाषा है यह प्रलेखित नियंत्रण है कि अपना कार्य करने के लिए सभी उपकरण उपयुक्त ढंग से कैलिब्रेटे और रखरखाव किए जाते हैं और विश्वसनीय परिणाम देते हैं यह भी मेट्रोलॉजी की परिभाषा है यह स्थापना पुनरुत्पादन और माप की इकाइयों के हस्तांतरण का और उनके मानक का विज्ञान है मेट्रोलॉजी के लिए एक और परिभाषा है इसलिए मेट्रोलॉजी को चार अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि स्थापना पुनरुत्पादन और मापो की इकाइयों का हस्तांतरण से संबंधित विज्ञान और उनके मानकों को बहुत लोकप्रिय रूप से स्वीकार किया गया है जब हम मेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो तीन अलग अलग प्रकार के मेट्रोलॉजी होते हैं तो पहले एक को साइंटिफिक मेट्रोलॉजी कहा जाता है दूसरे को इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी कहा जाता है तीसरे को लीगल मेट्रोलॉजी कहा जाता है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी क्या है यह माप मानकों के संगठन और विकास से संबंधित है और उच्चतम स्तर पर उनके रखरखाव के साथ व्यवहार करता है यह साइंटिफिक मेट्रोलॉजी है यह एक कोऑर्डिनेट सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का एक उदाहरण है जिसमें जहां पर पंप हाउसिंग रखी गई है तो यह एक है ये दो कॉलम हैं जिनके बीच में एक पुल है तो पुल में आपके पास आर्म है जो आराम कर रहा है तो यहाँ एक प्रोब है जो पंप हाउसिंग फीचर विवरण को मापने के लिए उपयोग की जाती है ठीक है तो यह माप मानकों के संगठन और विकास से संबंधित है तो यह सभी मानकों का पालन करता है जोकि उच्चतम स्तर पर उनके रखरखाव के साथ जो स्थापित किया गया है यह एक साइंटिफिक मेट्रोलॉजी है जब आप इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यह उद्योग और साथ ही उत्पादन और परीक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले माप उपकरणों के पर्याप्त कामकाज को सुनिश्चित करने से संबंधित है उदाहरण के लिए यहां यह पहले से ही अपने मौजूदा को आकर्षित कर रहा है आप घटक को देखते हैं आप घटक से डाइमेंशंस या डेविएशन को मापने की कोशिश करते हैं और आप इसके परिणाम को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जिसे इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी कहा जाता है ठीक है औद्योगिक गतिविधियों में गुणवत्ता के साथ काम करना आवश्यक है इसके बीच का अंतर यह संगठन और माप मानकों के विकास से संबंधित है इसलिए यहां हम उच्चतम स्तर पर उनके रखरखाव के साथ मानक विकसित कर रहे हैं लेकिन यहां पहले से ही मौजूद उपकरण हैं उन उपकरणों का उपयोग कर के हम डेटा को मापने और मात्रा देने की कोशिश कर रहे हैं लीगल मेट्रोलॉजी क्या है यह माप की एक्यूरेसी से संबंधित है जहां आर्थिक लेनदेन स्वास्थ्य और सुरक्षा की पारदर्शिता पर इनका प्रभाव है इसलिए हम कुछ हिस्सों या कुछ उत्पादों को मापने की कोशिश करते हैं जो उत्पादित होते हैं और देखते हैं कि उत्पाद को बाजार में अनुमति देने के लिए यह कितना कानूनी है इसका कार्य विनिर्माण को मापने के लिए विनियमित करना सलाह देना पर्यवेक्षण करना और नियंत्रित करना और माप उपकरणों का कैलिब्रेशन है लीगल मेट्रोलॉजी है इस पाठ्यक्रम में हम साइंटिफिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी की ओर भी अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक शब्द है जिसे इंस्पेक्शन कहा जाता है इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने एक भाग का उत्पादन किया है तो आप अपनी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं यह केवल माप द्वारा सही है जब हम मेजरमेंट इंस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक प्रक्रिया है जो माप प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए इंस्पेक्शन की आवश्यकता घटकों और भागों को सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या वे स्थापित मानकों के अनुरूप हैं वहाँ एक ड्राइंग उपलब्ध है एक हिस्सा है जो उत्पादित किया जाता है आपको बस इतना करना है कि उस हिस्से को मापें और उस ड्राइंग के विरुद्ध मान्य करें जो उनका डेविएशन है यह निर्माता की इंटरचेंजेबिलिटी को पूरा करने के लिए है इंटरचेंजेबिलिटी एक बड़ी अवधारणा है और इंटरचेंजेबिलिटी एक क्रांतिकारी अवधारणा है इंटरचेंजेबिलिटी में अधिकांश इंटरचेंजेबल घटक कुछ मानकों के तहत गिर सकते हैं यदि आप अपने निर्माता से मिलना चाहते हैं तो एक भाग का उत्पादन करें और इंटरचेंजेबिलिटी बनाए रखने के लिए अवधारणा इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है उचित समस्या वाले क्षेत्रों को खोजने के साधनों का उत्पादन करने के लिए इसलिए यदि आप एक भाग का इंस्पेक्शन करना शुरू करते हैं तो आप जल्दी से आ सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रक्रिया की ग़लती कहाँ है या इस विशेष भाग में जब इसे इकट्ठा किया जाता है तो ग़लतियाँ कहाँ हो सकती हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल वाले भाग का उत्पादन करने के लिए हम हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं उदाहरण के लिए लोग 6 12 उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल यदि आप जाँचना चाहते हैं हम इंस्पेक्शन करते हैं दोषपूर्ण भागों के पुनर्निर्माण की संभावना का न्याय करने के लिए और आवश्यक प्रक्रिया को फिर से इंजीनियरिंग के लिए हमें इंस्पेक्शन करने की जरूरत है इसलिए अगर आम तौर पर ऐसे हिस्से होते हैं जो कच्चे माल से होते हैं तो आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो आप मशीनिंग प्रक्रिया करके एक हिस्सा तैयार करते हैं इस भाग को स्वीकार किया जा सकता है इस भाग को अस्वीकार किया जा सकता है या इस भाग पर फिर से काम किया जा सकता है यदि आप कुछ तरीकों से चाहते हैं कि रिवर्क श्रेणी में आने वाला हिस्सा उसमें ना आए आपको जल्दी से पता होना चाहिए कि कितना रिवर्क करना है क्या रिवर्क करना चाहिए ताकि हम फिर से रिवर्क पार्ट को एक्सेप्टेबल पार्ट बना सकें इसके लिए हमें इंस्पेक्शन करना होगा अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल उपकरण और उपकरणों को खरीदने के लिए हमें इंस्पेक्शन करना होगा इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इंस्पेक्शन करना है एक छोटा उत्पाद मान लेते हैं इसे फार्मास्युटिकल उत्पाद मानते हैं इसे कार मानते हैं इसे रॉकेट मानते हैं जिसे आप देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के इंस्पेक्शन करने की कोशिश करते हैं इंस्पेक्शन दृष्टि से हो सकता है इंस्पेक्शन सतही हो सकता है इंस्पेक्शन इंजन पर हो सकता है इंस्पेक्शन टायर की जांच के लिए हो सकता है इन सभी चीजों को उनके संरेखण को इंस्पेक्शन के रूप में कहा जाता है तो आइए हम कुछ मेट्रोलॉजिकल शब्दावली देखें पहली बात जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक्यूरेसी है एक टेस्ट रिजल्ट और एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के बीच समझौते की निकटता एक्यूरेसी के अलावा कुछ भी नहीं है अगर मैं इसे एक आंकड़े पर रखना चाहता हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी खींचने दें इस आकृति से यह बहुत स्पष्ट है कि y अक्ष प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है x अक्ष मान है तो यह रेफरेंस वैल्यू है जो आप चाहते हैं और यह वह मूल्य है जो आपको मिला है या प्राप्त किया है तो यह वह मूल्य है जो आपने प्राप्त किया है यह रेफरेंस वैल्यू है इनके बीच के अंतर को एक्यूरेसी कहा जाता है वेरिएशन को प्रेसीजन कहा जाता है तो टेस्ट रिजल्ट और एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के बीच समझौते की निकटता को एक्यूरेसी कहा जाता है बायस टेस्ट रिजल्ट की अपेक्षा और एक एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के बीच अंतर को बायस कहा जाता है अंतर मैं दोहराता हूं टेस्ट रिजल्ट की अपेक्षा के बीच का अंतर आप कुछ परीक्षा परिणाम स्वीकार करते हैं और एक एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू बायस के अलावा कुछ नहीं है बायस टेस्ट रिजल्ट की अपेक्षा एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू अगली महत्वपूर्ण बात कैलिब्रेशन है कैलिब्रेशन दो बार किया जाता है शुरुआत में और फिर नियमित रूप से चलते समय हम हमेशा कैलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं हम इसे एक मानक के संदर्भ में जांचते हैं तो ऑपरेशन का वह सेट जो उपकरणों द्वारा इंगित मूल्यों के बीच संबंध स्थापित करता है और निर्दिष्ट शर्त के तहत मानकों द्वारा दिए गए संबंधित मूल्यों के अलावा कुछ भी नहीं है कैलिब्रेशन है कैलिब्रेशन सुनिश्चित करता है कि हमारा डिवाइस जो कुछ भी आउटपुट के रूप में दिखा रहा है और जो स्टैंडर्ड उपलब्ध है आप इसकी तुलना करें और देखें कि क्या यह किसी भी प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है या नहीं इसलिए कैलिब्रेशन शुरुआत में किया जाता है जब सभी असेंबली की जाती है और अब हम कैलिब्रेट करने और माप उपकरणों को कार्रवाई में लगाने की कोशिश करते हैं अगला समय के साथ साथ वेयर एंड टियर की वजह से भी कैलिब्रेशन महत्वपूर्ण है कैलिब्रेशन कुछ भी नहीं है लेकिन संचालन का एक सेट जो उपकरणों द्वारा इंगित मूल्यों और विशिष्ट परिस्थितियों में मानक द्वारा दिए गए संबंधित मूल्यों के बीच संबंध स्थापित करता है कन्फर्मेशन क्या है कन्फर्मेशन संचालन के सेट को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मापने वाले उपकरण का एक आइटम अपने इच्छित उपयोग के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति में है यह कन्फर्मेशन है कन्फर्मेशन आवश्यक संचालनों का सेट है यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक चीज आप मापने के उपकरण का जो भी उत्पादन करते हैं वह अनुपालन की स्थिति में है जो कि इसके प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकताओं के साथ स्वीकार करेगा यह कन्फर्मेशन है अगला करेक्शन है यह अजयूमड सिमिट्रिक सिस्टमैटिक एरर के बराबर है करेक्शन एक त्रुटि है अब आप इसे तदनुसार समायोजित करते हैं प्रणाली को मापने के उपकरण को कार्रवाई में वापस लाने के लिए यह अजयूमड सिस्टमैटिक एरर के बराबर है हम देखेंगे कि इस व्याख्यान में सिस्टमैटिक एरर क्या है जैसा कि इस सिस्टमैटिक एरर को ठीक से ज्ञात नहीं किया जा सकता है करेक्शन अनसर्टेंटी के अधीन है इसलिए करेक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन हम नियमित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि हम घड़ी को चाबी दे रहे हैं और फिर समय के साथ साथ मैकेनिकल वेयर एंड टियर की वजह से कोई त्रुटि होगी उदाहरण के लिए शुरुआती पहले दिन पहले कुछ साल में हर 24 घंटे में आप इसे करते हैं और फिर समय के साथ हर 20 घंटे में इसे करने की कोशिश करते हैं फिर धीरे धीरे यह और नीचे आएगा इसलिए उन चीजों का वेरिएशन डेविएशन से है सटीक मान को त्रुटि कहा जाता है और सिस्टमैटिक एरर है सिस्टमैटिक एरर हम जानते हैं कि उसका क्या कारण है और समय की अवधि में त्रुटि धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि इस सिस्टमैटिक एरर को ठीक से ज्ञात नहीं किया जा सकता है करेक्शन अनसर्टेंटी के अधीन है ड्रिफ्ट अंग्रेजी शब्द ड्रिफ्ट अपने आप में बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मापने वाले उपकरण की मेट्रोलॉजिकल विशेषताओं का धीमा परिवर्तन कुछ नहीं लेकिन एक ड्रिफ्ट है तो हम ऐसा करते हैं हम सेंसर आउटपुट लेंगे और फिर यहाँ यह मीसुरंड है और फिर यहाँ क्या है यह एक सेंसटिविटी ड्रिफ्ट है ठीक है यह ड्रिफ्ट के कारण कुल त्रुटि है ठीक है यह प्रारंभिक कैलिब्रेशन पर सबसे अच्छी फिट सीधी रेखा है तो यह 0 ड्रिफ्ट है ठीक है हम प्रारंभिक देख सकते हैं और यह कुल त्रुटि पर है ठीक है तो यह आप जब चाहे देख सकते हैं और मीसुरंड जब यह रहता है और सेंसर आउटपुट की अवधि के दौरान हमेशा एक ड्रिफ्ट रहता है यह प्रारंभिक एक था और यह अंतिम एक है और आप केंद्र में ड्रिफ्ट देखते हैं तो यह एक करेक्शन करने के बाद शून्य ड्रिफ्ट के बाद सबसे अच्छी फिट सीधी रेखा कहा जाता है ठीक है तो ये कुछ शब्दावली हैं ठीक है तो आपके पास जीरो ड्रिफ्ट है आपके पास स्पेन ड्रिफ्ट है आपके पास कंबाइंड ड्रिफ्ट है इसलिए हम एक के बाद एक देखेंगे तो जीरो ड्रिफ्ट क्या है जीरो ड्रिफ्ट का मतलब है कि यह आउटपुट है यह इनपुट है तो यह एक ड्रिफ्ट है जीरो ड्रिफ्ट है ठीक है तो यह जीरो ड्रिफ्ट है तो यह ड्रिफ्ट है जो तब होता है जब शुरुआती बिंदु होता है और एक ड्रिफ्ट होता है जो यहां हुआ है और स्लोप लगभग स्थिर है यह जीरो ड्रिफ्ट है तो अगला स्पैन ड्रिफ्ट है तो स्पैन ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं है लेकिन आउटपुट यह इनपुट है तो आपके पास यह एक सामान्य बात है जो आपके पास है और यह वही स्पैन ड्रिफ्ट है तो यह स्पैन ड्रिफ्ट है यदि आप इसे देखते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि यह जीरो ड्रिफ्ट है ठीक है तो कंबाइंड ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं है लेकिन इन दोनों का एक संयोजन है तो यह आउटपुट है कोई भी आउटपुट यह कोई भी वेरिएबल हो सकता है यह कोई भी इनपुट वैरिएबल हो सकता है और यह कुछ इस तरह है और यह वही है जो आपके सामान्य रूप से आपको मिलता है इसे कंबाइंड ड्रिफ्ट कहा जाता है तो एक ड्रिफ्ट केंद्र से एक ऑफसेट है तो यह जीरो ड्रिफ्ट है तो आपके पास विभिन्न प्रकार के ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट स्पैन ड्रिफ्ट या इन दोनों का एक संयोजन होगा तो यह एक ड्रिफ्ट है जो जीरो ड्रिफ्ट है यह स्पैन ड्रिफ्ट है और यह कंबाइंड ड्रिफ्ट है तो जब हम एरर के बारे में बात करते हैं तो एरर क्या है उपकरण आउटपुट को मापने का संकेत माइनस इनपुट मात्रा की ट्रू वैल्यू हमेशा एरर है तो आप इसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ माप है तो कहीं न कहीं ट्रू वैल्यू रेंज में है तो यहाँ ट्रू वैल्यू है जो भी आपको मिलता है उसका परिणाम है इन दोनों के बीच का अंतर कुछ भी नहीं है बस एरर ठीक है इसे अन्यथा एक्यूरेसी या अनसर्टेंटी कहा जाता है ये हैं यह ट्रू वैल्यू है जो कुछ भी है तो एक माप उपकरण आउटपुट का संकेत माइनस मापक यंत्रों का संकेत माइनस ट्रू वैल्यू तो यह एरर है कि हमें यहां एक डेटा मिलता है यही ट्रू वैल्यू है और यहां वह एरर है जो हमें मिलता है एक्सपेक्टेशन क्या है माप की निर्दिष्ट आबादी के औसत मूल्य को एक्सपेक्टेशन के रूप में कहा जाता है फ़िड्यूशियल एरर क्या है माप उपकरण का एरर भागे माप उपकरण के लिए फ़िड्यूशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है बस फ़िड्यूशियल एरर है फ़िड्यूशियल वैल्यू मापक उपकरण की नॉमिनल रेंज की स्पेन या अप्पर लिमिट हो सकती है तो फ़िड्यूशियल एरर इसलिए मापक उपकरण का एरर भागे फ़िड्यूशियल वैल्यू जो उपकरण द्वारा निर्दिष्ट है इंस्ट्रूमेंट पर इंस्पेक्शन क्या है जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि उपकरण में किसी उत्पाद की एक या अधिक विशेषता की माप जांच या परीक्षण शामिल है इसलिए अब हम बहुत सारी शब्दावली देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से संक्षिप्त करने दे कि हमने क्या शब्दावली देखी है हमने एक्यूरेसी देखी आप रेफरेंस वैल्यू को याद कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू हमने एक्यूरेसी देखी फिर हमने बायस देखा फिर हमने कैलिब्रेशन देखा फिर कंफर्मेशन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऑपरेशन का सेट कि एक आइटम मापने के उपकरण का है इसके इच्छित उपयोग की आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति में है फिर हमने करेक्शन देखा फिर हमने ड्रिफ्ट देखा तीन अलग अलग प्रकार के ड्रिफ्ट हैं एक जीरो ड्रिफ्ट है स्पैन ड्रिफ्ट और फिर यह एक कंबीनेशन ड्रिफ्ट है जिसे हमने देखा अगला एक एरर था इसलिए हमने एरर के लिए परिभाषा फिर एक्सपेक्टेशन फ़िड्यूशियल एरर और इंस्पेक्शन को देखा इसलिए मैग्नीफिकेशन पर आगे बढ़ते हैं एक मापने वाले उपकरण से आउटपुट सिग्नल को कई बार मैग्नीफाई किया जाना है ताकि यह अधिक पठनीय हो मैग्नीफिकेशन है और मीसुरंड क्या है माप के अधीन एक विशेष मात्रा को मीसुरंड कहा जाता है तो माप के अधीन एक विशेष मात्रा को वोल्टेज टेंपरेचर के रूप में कहा जाता है फिर आपके पास लेंथ मीटर है तो माप के अधीन एक विशेष मात्रा को मीसुरंड कहा जाता है फिर हम देखेंगे नॉमिनल वैल्यू क्या है एक मापने वाले उपकरण का अनुमानित मूल्य जो इसे उपयोग करने के लिए एक गाइड प्रदान करता है नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है प्रेसीजन और एक्यूरेसी के बीच एक बड़ी इंटरचेंजेबिलिटी है जिसका हम उपयोग करते हैं प्रेसीजन क्या है निर्धारित शर्तों के तहत प्राप्त इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट्स के बीच समझौते की पराकाष्ठा कुछ भी नहीं है लेकिन प्रेसीजन है निर्धारित शर्तों के तहत प्राप्त इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट्स के बीच समझौते की पराकाष्ठा कुछ भी नहीं है लेकिन प्रेसीजन है तो रेंज क्या है तो रेंज वह क्षमता है जिसके भीतर उपकरण मापने में सक्षम है उदाहरण के लिए यह 12 25 27 29 36 हो सकता है ये कुछ ऐसे मान हैं जो मुझे मापने वाले उपकरण से मिले हैं 43 उसके बाद 50 54 फिर 62 फिर 27 तो अगर मैं रेंज देखता हूं तो रेंज क्या है रेंज कुछ भी नहीं है लेकिन निम्नतम से उच्चतम तक है यह 12 से 62 रेंज है जो इस विशेष मापने वाले उपकरण में है तो ये कुछ इकाइयाँ हैं यह वोल्टेज या मिलीमीटर में हो सकता है जो भी हो इसलिए हम केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेंज क्या है जिस क्षमता में यंत्र मापने में सक्षम होता है वह रेंज कहलाती है रीडेबिलिटी क्या है रीडेबिलिटी से तात्पर्य उस सहजता से है जिससे मापने वाले यंत्र को पढ़ा जा सकता है उदाहरण के लिए रीडिंग यदि ग्रेजुएशन बहुत पतले या बहुत छोटे हैं तो आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं रीडेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है रेफरेंस वैल्यू क्या है तुलना के संदर्भ में जिस मूल्य पर सहमति हुई उसे रेफरेंस वैल्यू कहा जाता है यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि हम पहले ही रेफरेंस वैल्यू के बारे में बात कर चुके हैं इसलिए तुलना के लिए संदर्भ पर सहमत मूल्य कुछ भी नहीं है लेकिन रेफरेंस वैल्यू है अगली रिपीटेबिलिटी की स्थिति जब भी इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट्स समान विधियों वस्तुओं स्थान संचालन और उपकरणों के उपयोग से प्राप्त होते हैं तो समय के भीतर यह एक रिपीटेबल स्थिति होती है रिपीटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप किसी वस्तु को 20 बार मापने का प्रयास करते हैं यदि आपको अलग अलग परिणाम मिलते हैं तो रिपीटेबिलिटी एक प्रश्न चिह्न बन जाती है ठीक है रीप्रोड्युसिबिलिटी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता शर्तों के तहत पूर्वधारणा यह रीप्रोड्युसिबिलिटी है रेप्रोड्यूसिबिलिटी की स्थिति जहां परीक्षण के परिणाम एक ही विधि और आइटम का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं लेकिन अलग अलग जगह ऑपरेटर और उपकरण में रिपीटेबिलिटी की स्थितियां जहां एक ही विधि वस्तु स्थान ऑपरेटर उपकरण के उपयोग से प्राप्त किए गए इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट समय के छोटे अंतराल में रिपीटेबिलिटी की स्थिति हैं रेप्रोड्यूसिबिलिटी स्थिति क्या हैं जब परीक्षा परिणाम एक ही विधि और वस्तुओं का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है लेकिन विभिन्न स्थानों पर ऑपरेटर और उपकरण पर को रेप्रोड्यूसिबिलिटी स्थिति के रूप में जाना जाता है कृपया रिपीटेबिलिटी और रेप्रोड्यूसिबिलिटी स्थितियों के बीच अंतर को समझने की कोशिश करें रिपीटेबिलिटी क्या है अगर मुझे यह प्लॉट करना है तो मैं कर सकता हूं यह मास्टर वैल्यू है यह वह है जो आपके पास मीन होगा इसका मीन यह है यह मीन है तो दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी है यह अच्छा है अच्छा रिपीटेबिलिटी यह खराब रिपीटेबिलिटी है आप देख रहे हैं कि मीन बड़ा हो गया है मीन केंद्र पर है वेरिएशन और बड़ी होती जा रही है यह खराब रिपीटेबिलिटी है तो इसका मतलब है यह कहने के लिए कि शाफ्ट का उत्पादन करने के लिए एक ही मशीन के लिए वेरिएशन है शाफ्ट में उन मूल्यों में बहुत वेरिएशन है जो व्यास में लंबाई में निर्मित होते हैं यहां यह लगभग बहुत सटीक है तो यह एक अच्छा रिपीटेबिलिटी कहा जाता है और यह एक खराब रिपीटेबिलिटी के रूप में कहा जाता है जहाँ आप देखते हैं कि मीन से विशाल फैलाव है रिस्पांस टाइम क्या है रिस्पांस टाइम जो मापित मात्रा के अचानक परिवर्तन के बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि उपकरण एक संकेत नहीं देता है रिस्पांस टाइम है मैं आपको एक आदेश देता हूं आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं या आप भेजने की कोशिश करते हैं यदि कोई परिवर्तन हो और कितनी जल्दी इस परिवर्तन का उत्तर दिया जा सकता है या इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है तो मापने के उपकरण या मीसुरंड वैल्यू में बदलाव होता है समय जो मापित मात्रा के अचानक परिवर्तन के बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि उपकरण संकेत नहीं देता है कुछ नहीं है रिस्पांस टाइम है रेजोल्यूशन क्या है मीज़ुरंड मात्रा का सबसे छोटा परिवर्तन जो मापने के उपकरण के संकेत को बदलता है या साधन कुछ भी नहीं है बस रेजोल्यूशन है उदाहरण के लिए सबसे छोटा कारक यदि आपके पास डेटा 10 11 12 13 14 है तो रेजोल्यूशन 1 है हमें मान लें कि ये सभी मूल्य हैं मापी गई मात्रा का सबसे छोटा परिवर्तन जो मापने के उपकरण के संकेत को बदलता है कुछ भी नहीं है बस रेजोल्यूशन है फिर सेंसटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है मापे चर के मूल्य में सबसे छोटा परिवर्तन जिसके लिए उपकरण प्रतिक्रिया कर सकता है उसे सेंसटिविटी कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिस्पांस टाइम है रेजोल्यूशन यह भी है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मान लें कि जब आप वोल्ट मीटर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं या जब आप एक एमीटर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं या जब आप एक उपकरण लेने की कोशिश करते हैं और जैसे ही मूल्यों में बदलाव होता है तो आप इसे मापना चाहते हैं इसमें कंपन शुरू हो जाएगा या यह उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा या यह संख्याओं के साथ चलना शुरू कर देगा इसलिए यह स्टेबिलिटी का पता लगाने में कुछ समय लेगा समय के भीतर अपनी मेट्रोलॉजिकल विशेषताओं को लगातार बनाए रखने के लिए उपकरण को मापने की क्षमता को स्टेबिलिटी कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन लाभ के लिए वैज्ञानिक गति विधि के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए नियम बनाने और लागू करने की प्रक्रिया और विशेष रूप से सभी संबंधितों का सहयोग करना कुछ भी नहीं स्टैंडर्डाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका उत्पाद उस स्टैंडर्ड तक पहुंचे इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन लाभ के लिए वैज्ञानिक गतिविधि के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए नियम बनाने और लागू करने की प्रक्रिया और विशेष रूप से सभी संबंधितों का सहयोग करना कुछ भी नहीं स्टैंडर्डाइजेशन है अगला टेस्टिंग है टेस्टिंग कुछ भी नहीं है लेकिन तकनीकी जांच के द्वारा यह जानने के लिए कि उत्पाद अपना विशिष्ट प्रदर्शन कर रहा है या नहीं टेस्टिंग है उसके बाद ट्रेसेबिलिटी आपके पास कुछ डेटा है जो आपको ट्रेस करना है और यह पता लगाना है कि यह कब उत्पन्न हुआ था और इसका क्या मतलब है तो ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि मापा परिणाम एक संदर्भ से संबंधित हो सकता है कुछ भी नहीं ट्रैसेबिलिटी है ट्रूनेस क्या है परीक्षण के परिणामों की एक बड़ी श्रृंखला से प्राप्त एवरेज वैल्यू और एक एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के बीच समझौते की निकटता कुछ भी नहीं है ट्रूनेस है लेकिन आमतौर पर ट्रूनेस पक्षपाती के रूप में व्यक्त की जाती है इसलिए ट्रूनेस कुछ भी नहीं है लेकिन परीक्षण परिणामों की एक बड़ी श्रृंखला से प्राप्त एवरेज वैल्यू और एक एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के बीच समझौते की निकटता है अनसर्टेंटी क्या है यह एक माप के परिणामों से जुड़ा एक पैरामीटर है जो मानों के डिस्पर्शन को चिह्नित करता है जो कि मीसुरंड के लिए यथोचित रूप से श्रेय प्रदान करता है अनसर्टेंटी है उन मानों के डिस्पर्शन की विशेषता है मीसुरंड के लिए यथोचित रूप से श्रेय प्रदान करता है कुछ नहीं बस अनसर्टेंटी है यह एक अनुमान के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि मूल्यों की रेंज को निस्र्पक करना जिसके भीतर मीसुरंड के ट्रू वैल्यू निहित हैं अनसर्टेंटी अनसर्टेंटी को निर्दिष्ट करते समय उस सिद्धांत को इंगित करना आवश्यक है जिस पर गणना की गई है अनसर्टेंटी है अनसर्टेंटी को निर्दिष्ट करते समय उस सिद्धांत को इंगित करना आवश्यक है जिस पर गणना की गई है तो यह अनसर्टेंटी है तो यह मीन है यह मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है यह ट्रू वैल्यू है मेजरड् मीन और ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर कुछ भी नहीं है बस एरर है अनसर्टेंटी का अर्थ है यहां से आपका x प्लस y आपके पास कुछ है जिसे अनसर्टेंटी कहा जाता है अनसर्टेंटी क्या है अनसर्टेंटी वह पैरामीटर है जो आपके माप के परिणामों से जुड़ा होता है जो उन मानों के डिस्पर्शन को चिह्नित करता है जिन्हें उचित रूप से मीज़ुरंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यह अनसर्टेंटी है वेरीफिकेशन एक जांच जो दर्शाती है कि विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया गया है वेरीफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड गुणवत्ता या उपलब्धि का एक स्तर है विशेष रूप से एक स्तर जिसे स्वीकार किया जाना है वह स्टैंडर्ड है ग्रुप स्टैंडर्ड चुने हुए मूल्यों के मानकों का एक समूह जो व्यक्ति के संयोजन में होता है वह उसी प्रकार के मूल्यों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसे ग्रुप स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है वर्कपीस पता है इंस्ट्रूमेंट एक टूल या एक डिवाइस है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है जिसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है एनवायरनमेंट बाहरी स्थिति या परिवेश विशेष रूप से वे लोग जिनमें लोग रहते हैं या काम करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस अध्याय में पुनरावृत्ति के लिए हमने मेट्रोलॉजी के लिए अलग अलग परिभाषाएँ देखीं हमने विभिन्न प्रकार के मेट्रोलॉजी देखे वे क्या हैं वे साइंटिफिक इंडस्ट्रियल और लीगल हैं इंस्पेक्शन की क्या आवश्यकता है हाँ हमने देखा और हमने मेट्रोलॉजी में विभिन्न शब्दावली देखीं जो कि हमने देखी ठीक है तो छात्रों को कार्य हमें दो कार्य देखने दें एक मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में चाय पकाएं ठीक है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर दिन चाय का आउटपुट चाय का आउटपुट स्वाद के अलावा कुछ नहीं है आप स्वाद के संदर्भ में कहे जाने वाले चाय के आउटपुट को मापने के लिए कह सकते हैं कि 1 दिन 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के लिए हो सकता है 7 दिनों के लिए आप 7 दिन की कोशिश करें मैं यह भी चाहता हूं कि आप व्यायाम करें और देखें कि आप अपने जूता स्टैंड में जूते की नियुक्ति कैसे करते हैं इसका मतलब है कि स्थान कहने के लिए हम स्थान के बारे में बात कर रहे हैं आप किस स्थान पर अपने जूते हर दिन 7 दिनों के लिए मापते हैं या आपको कुछ चर कुछ डेटा रखने की कोशिश करनी है कि आप अपने रखने का स्थान कैसे माप सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे 7 दिनों के लिए करें तो ऐसा करने का क्या कारण है आप यह देखने की कोशिश करेंगे कि आप कितना रिपीटेबल है अपनी प्रक्रिया की रिपीटेबिलिटी आपको कभी भी ऐसा मीन नहीं मिलेगा आपको हमेशा वेरिएशन के साथ एक मीन मिलेगा तो यह वेरिएशन है ठीक है अगली बात मैं चाहूँगा कि आप गाजर टमाटर जैसी कुछ सब्जियों को मापें टमाटर लेने की कोशिश करें 1 2 3 4 और 5 व्यास को मापने की कोशिश करें और देखें कि क्या वेरिएशन है और गाजर के संदर्भ में गाजर लेने की कोशिश 1 2 3 4 5 हो सकती हैं उनका आस्पेक्ट रेशियो मापने की कोशिश करें आस्पेक्ट रेशियो का मतलब यह व्यास से लंबाई है इसलिए इसे मापें और फिर आप इसकी रिपोर्ट करना शुरू करें जब आप इन दो चीजों को करते हैं तो आप रिपीटेबिलिटी देखेंगे और फिर आप यह भी देखेंगे कि आपका डेटा कितना रिलायबल है कितनी रिलायबिलिटी है रिपीटेबिलिटी रिलायबिलिटी और फिर आपके मापने वाले उपकरण की सेंसटिविटी और फिर सेंसटिविटी और ज्योमेट्री कितनी जटिल है आप अपने मापने के उपकरण का चयन कैसे करते हैं और आप में से जिनके पास वर्नियर कैलीपर नहीं हैं वे व्यास मापने का सबसे आसान तरीका लेने की कोशिश करें टमाटर ले एक रस्सी या सुतली लेने की कोशिश करें बस इसे चारों ओर से लपेट दें और फिर लंबाई मापने की कोशिश करें तो आपके पास लंबाई है और फिर यहां से आप व्यास का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए जब आप अपने लिए यह दो अभ्यास करते हैं तो आप यह महसूस करने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे माप के लिए एक उपकरण चुनना है तो मैं कैसे चुनूंगा कि मुझे जो भी डेटा मिलेगा वह डेटा स्थिर रहने वाला है या अलग अलग होने वाला है तब आप इसकी अवधारणा को भी समझेंगे मूल्य रेंज के भीतर आता है तब आपको एक और जानकारी का भी एहसास होगा कि हमने जो अध्ययन किया है वह स्टैबलाइजेशन के कदम है ठीक है कुछ उपकरण जिनका मैं पहली बार उपयोग करता हूं मैं मापता हूं और मैं समझ नहीं पाऊंगा मैं दो तीन बार इस प्रक्रिया को समझता हूं और फिर यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि प्रक्रिया कितनी स्थिर है इसलिए यदि आप इस से गुजरते हैं तो इन दो उदाहरणों से कई परिभाषाएं समझ सकते हैं जिनकी हमने इस व्याख्यान में चर्चा की है और आप उनकी आवश्यकता और उनके महत्व की सराहना कर पाएंगे